तो इस उदाहरण में जिस पर हमने विचार किया है तो यह 8051 port33 यह पल्स जनरेटर जुड़ा हुआ है और 13 लाइन पर हमें एलईडी मिला है अब तो यह इस ओरिजिन 0000h पर है तो आप जानते हैं कि यह इंस्ट्रक्शन है यह एक असेम्बलर डायरेक्टरी है जो असेम्बलर को बताता है कि इस असेंबली प्रक्रिया को इस एड्रेस से कोड डाल देना चाहिए तो स्थान 000h पर यदि आप इस मेमोरी मैप को देखते हैं तो हम क्या करें इस स्थिति में यह एड्रेस 0000 है जिसमें हम निर्देश LJMP मैन डाल रहे हैं तो यह निर्देश LJMP मैन है जिसे यहाँ रखा गया है तो आपका मैन स्थित है इसलिए आपका मैन प्रोग्राम 30 h से शुरू होगा तो यह 30h है इस बिंदु के बाद प्रोग्राम लोड किया जाएगा तो वहाँ मुझे यह 8 बिट समोच्च मिला है तो यह वहां है तो यह set B इंस्ट्रक्शन वहां है तो जब प्रोसेसर शुरू होगा तो यह LJMP ढूंढेगा और यह 30 h पर आ जाएगा और उस बिंदु से यह निष्पादित करना शुरू कर देगा तो इसके अलावा हमने कहा है कि यह एक्सटर्नल इंटरप्ट INT1 से जुड़ा है अब INT1 में तो आपको यह पता लगाना होगा कि इस INT1 का इंटरप्ट एड्रेस क्या है तो INT1 0013 है तो यह वेक्टर एड्रेस है तो मुझे इस ISR को वेक्टर एड्रेस 13 में रखना होगा तो यह मेरा सर्विस रूटीन है मैं क्या करूंगा मैं इस एलईडी को चमकता रहूंगा और तदनुसार मैं इसे चालू कर दूंगा मैं कुछ डिले तक इंतजार करूंगा और फिर मैं एलईडी बंद कर दूंगा तो जब भी इस स्रोत से इंटरप्ट आएगी मैं यहां 1 डालूंगा तो एलईडी को चालू किया जाता है और 255 चक्रों के लिए इंतजार करना पड़ता है यह छोटे डिले है देखो सॉफ्टवेयर डिले है जो डिले कर रहा है फिर मैं डिले बंद कर दूंगा और फिर यह वापस आ जाएगी तो यह पूरा काम कैसे किया जाता है क्या आप देख रहे हैं कि हम हैं तो मैन प्रोग्राम में हम जो कर रहे हैं वह यह setb tcon2 बना रहा है यह इस INT1 को एज ट्रिगर्ड बना देगा तो TCON रजिस्टर तो हमें वह इंटरप्ट प्रकार मिल गया था तो वह प्रकार 2 पर सेट है प्रकार को s पर सेट किया गया है उस बी को 1 पर सेट करके ट्रिगर किया गया है और यह इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर है तो हम ईए बिट को 1 पर सेट कर रहे हैं इंटरप्ट को इनेबल कर रहे है तो यह हिस्सा उस ईए बिट को सेट कर रहा है तो यह उस ईए बिट की सेटिंग है और यह एक्सटर्नल इंटरप्ट को सक्षम करने वाला है तो बाकी के इंटरप्ट अक्षम हैं तो मैन प्रोग्राम में हम केवल इस इंटरप्ट 1 के प्रकार का चयन करते हैं और फिर जहां मैन प्रोग्राम यह एक अनंत लूप में इंतजार करता है sjmp क्योंकि मैन प्रोग्राम को करने के लिए और कुछ नहीं मिला है जबकि अब टाइमर को सक्षम कर दिया गया है तो बाहरी दुनिया से इन पल्स को उत्पन्न किया जाएगा और जब भी यह एज ट्रिगर होगी कम से उच्च संक्रमण होगा तो यह प्रोसेसर होगा एक इंटरप्ट प्राप्त करेगा इस इंटरप्ट को प्राप्त करने पर यह ISR होगा क्योंकि यह एक INT1 है तो प्रोसेसर स्वतः 0013 एड्रेस पर कूद जाएगा तो 0013 यहां कहीं है तो यह एड्रेस 0013 है तो वहां वास्तव में यह सब इंस्ट्रक्शन SETB P13 है तो यह इंस्ट्रक्शन वहा होगा तो यह इस बिंदु से शुरू होगा तो वहा इसे निष्पादित किया जाएगा परिणामस्वरूप यह एलईडी चालू हो जाएगा यह यहां कुछ डिले तक इंतजार करेगा और फिर एलईडी बंद हो जाएगा और फिर यह इंटरप्ट से वापस आ जाएगा फिर तो यह केवल इस बिंदु पर वापस आ जाएगा यह मैन प्रोग्राम है जो इंतजार जारी रखेगा फिर कुछ समय बाद अगला फॉलिंग एज आएगा और फिर से सिस्टम को एक और इंटरप्ट मिलेगी और जब इसे फिर से एक और इंटरप्ट मिलेगी तो वही इंटरप्ट सर्विस रूटीन फिर से आह्वान की जाएगी तो यह इस बिंदु पर आएगा यह उस बिंदु से जारी रहेगा तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन इंटरनल एक्सटर्नल इंटरप्ट सर्विस रूटीन को इंटरप्ट स्रोत को सिस्टम के साथ एकीकृत किया जा सकता है और हम विभिन्न काम करवाने के लिए उनके लिए सर्विस रूटीन रख सकते हैं तो अगला हम सीरियल कम्युनिक्शन में देखते हैं तो 8085 के मामले में हमने सीरियल कम्युनिक्शन को देखा है तो 8051 के मामले में भी सीरियल कम्युनिक्शन संभव है और हम देखेंगे कि यह कैसे किया जाता है जैसे कि उस उद्देश्य के लिए कुछ समर्पित पिन भी हैं तो कैसे 8051 में सीरियल कम्युनिकेशन किया जा सकता है तो बस पुनरावृत्ति करने के लिए हमें सिम्पलेक्स हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स जैसे बेसिक सीरियल कम्युनिकेशन मोड मिल गए हैं सिम्प्लेक्स मोड में ट्रांसमिशन एक दिशा में होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक हाफ डुप्लेक्स के मामले में तो यह ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में हो सकता है लेकिन एक समय में ट्रांसमिशन केवल एक दिशा में होता है यह इस स्विच द्वारा दिखाया गया है एक बार यह कनेक्शन स्थापित हो जाए तो यह रिसीवर के लिए ट्रांसमीटर से होगा कुछ समय बाद दिशा उलट जाएगी और अब यह रिसीवर के लिए ट्रांसमीटर होगा तो यह दोनों तरह से हो सकता है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में सूचना प्रवाहित होगी दूसरी ओर फुल डुप्लेक्स के मामले में हमारे पास अलग ट्रांसमिशन और रिसीविंग समय रेखाएं हैं तो एक साथ दोनों दिशाओं में ट्रांसमिशन हो सकता है तो यह कम्युनिकेशन का फुल डुप्लेक्स प्रकार है तो जब कोई सीरियल कम्युनिकेशन होता है तो वे इस प्रकार के प्रोटोकॉल का पालन करते हैं जब कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है इसलिए हमारे पास सिग्नल लाइन हाई है और यह तब होता है जब ट्रांसमिशन पहले शुरू होता है जब हम लौ बिट भेजते हैं तो यह कहा जाता है कि लौ बिट वहाँ है जो कि एलएसबी है और फिर उसके बाद बिट्स प्रेषित होते हैं तो इस आरेख में स्टार्ट बिट लौ बिट है और यह ट्रांसमिशन की शुरुआत है और फिर हम 8 बिट डेटा डी 0 से डी 7 तक भेज रहे हैं और फिर एक या अधिक स्टॉप बिट्स सेट किए जा सकते हैं और हमारे पास प्रति सेकंड कुछ बिट्स हैं क्योंकि यह ज्यादातर असिंक्रोनोस ट्रांसमिशन है तो हमें बिट रेट को सेट करने की आवश्यकता है तो किस दर पर ट्रांसमिशन लगेगा उस बिट रेट को सेट करना होगा 8051 के मामले में हमें दो समर्पित पिन मिले हैं जो डेटा प्राप्त करते हैं और डेटा ट्रांसमिट करते हैं RxD और TxD तो ये 8051 में दो पिन हैं जो हमारे पास हैं इसलिए वे फिर से मल्टीप्लेक्स हैं 8085 के विपरीत जहां हमें यह एसआईडी और एसओडी मिला है जो इस सीरियल कम्युनिकेशन के लिए समर्पित है यहाँ यह नहीं है तो यहाँ इस पिन 30 को RxD के साथ मल्टीप्लेक्स किया गया है और पिन 31 को TxD के साथ ट्रांसमिशन के लिए मल्टीप्लेक्स किया गया है और एक विशेष रजिस्टर है जिसे SBUF रजिस्टर कहा जाता है तो SBUF सीरियल बफर है जिसे आप कह सकते हैं और किसी भी डेटा को प्रसारित करने के लिए आपको सामग्री को SBUF रजिस्टर में डालना होगा जैसे ही आप SBUF रजिस्टर में सामग्री डालेंगे सीरियल कम्युनिकेशन शुरू होता है तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन MOV SBUF D हो सकता है तो यह SBUF को d के मूल्य के साथ लोड किया जाएगा जो कि 44 h है या आप MOV SBUFA की तरह कह सकते हैं तो एक्यूमिलेटर सामग्री को SBUF रजिस्टर पर कॉपी किया जाएगा और जो भी मूल्य A होगा तो यह ट्रांसमिट किया जाएगा आप इस SBUF की कॉपी A में प्राप्त कर सकते हैं तो हम SBUF बफर की सामग्री को बफर रजिस्टर में ए रजिस्टर में पढ़ सकते हैं आप देखेंगे कि यह क्या कुछ रिसीव किया गया है और कुछ किया गया है तो आप ऐसा कर सकते हैं अब 8051 के मामले में एक और समस्या है तो यह TTL चिप है तो क्या होता है कि यह हमारे पास मौजूद रिसीव और ट्रांसमिट लाइनों को तो वह 31 और 30 पिन है वे आपको टीटीएल स्तर का आउटपुट देंगे तो टीटीएल स्तर आउटपुट का मतलब है तो यह सिग्नल मान 0 से 5 वोल्ट की सीमा में हैं तो यह एक निश्चित हाई और लौ स्तर है तो तदनुसार सिग्नल मूल्य लौ नहीं हो सकता है 0 से कम और हाई 5 से अधिक नहीं हो सकता है दूसरी तरफ यह सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जैसे कि RS232 C प्रकार के प्रोटोकॉल तो उन्हें अलग वोल्टेज स्तर मिला है हाई वोल्टेज लेवल के लिए 12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक है तो आप देखते हैं कि यह 8051 चिप इस प्रकार के वोल्टेज स्तर प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा तो आम तौर पर जो किया जाता है वह यह है कि हमें सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफ़ेस के लिए एक और चिप मिली है जिसे MAX232 के रूप में जाना जाता है तो यह TTL संगत है दाईं ओर RS232 C संगत है तो यह 8051 इस MAX232 पिन से जुड़ा है तो इस 8051 का पिन नंबर 11 MAX232 के पिन नंबर 11 से जुड़ा है फिर 8051 का पिन नंबर 10 MAX232 के पिन नंबर 12 से जुड़ा है इसी प्रकार आउटपुट प्रकार पर आपके पास कुछ कनेक्टर हो सकते हैं जो कि RS232 साइट है तो आप जो भी डिवाइस कनेक्ट करने जा रहे हैं तो हम एक उपयुक्त कनेक्टर डिजाइन कर सकते हैं और वहां कनेक्शन कर सकते हैं फिर सिग्नल स्तर संगत होंगे वैसे भी एक बार जब हम इस बात को कर चुके हैं तो हम सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जा सकते हैं तो यह सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जब भी आप इस SBUF रजिस्टर पर कुछ डेटा लिखते हैं तो इसे इस TXD पिन के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा इसी तरह जब भी यह कुछ डेटा रिसीव करता है तो यह शिफ्ट रजिस्टर में है और शिफ्ट रजिस्टर से यह SBUF रजिस्टर में आता है तो शिफ्ट रजिस्टर सीधे सुलभ नहीं है तो यह SBUF प्रोग्राम मोड द्वारा सुलभ है तो आप कंटेंट को पढ़ सकते हैं और इसे एक्युमिलेटर में प्राप्त कर सकते हैं तो आपको इस ट्रांसमिशन के लिए बॉड रेट और रिसीव करने के लिए बॉड रेट सेट करनी होगी तो सीरियल पोर्ट के माध्यम से उचित संचार सुनिश्चित करने के लिए बॉड रेट निर्धारित की जानी हैं अब बॉड रेट की स्थापना के लिए कुछ मूल्य हैं तो इस बॉड रेट सेटिंग के लिए इस टाइमर 1 का उपयोग किया जाना है यदि आप 9600 की बॉड रेट निर्धारित करना चाहते हैं तो यह TH1 माइनस 3 पर सेट होना चाहिए यदि आप इस बॉड रेट को 4800 पर सेट करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह TH1 माइनस 1 पर सेट होना चाहिए फिर माइनस 12 और माइनस 24 तो ये मानते हुए कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 110592 मेगाहर्ट्ज़ है तो ये TH1 रजिस्टर के विभिन्न मूल्य हैं जिन्हें इस बॉड रेट के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए अब सीरियल कम्युनिकेशन के लिए तो वहा एक रजिस्टर सीरियल कंट्रोल रजिस्टर या SCON रजिस्टर SM0 SM1 SM2 में है तो वे मोड निर्दिष्ट हैं तो यह REN रिसीव इनेबल है TB 8 बिट 8 के ट्रांसमिट के लिए है और RB 8 रिसीव बिट 8 है TI ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग है तो यह हार्डवेयर द्वारा निर्धारित किया जाएगा और TI सॉफ्टवेयर द्वारा तो जब यह TI इंटरप्ट होता है तो इसका मतलब है कि कुछ ट्रांसमिशन हुआ है और जब यह RI इंटरप्ट होता है तो यह RI इंटरप्ट रिसीव इंटरप्ट होता है लेकिन फिजिकल रूप से TI और RI प्रोसेसर में एक ही इंटरप्ट भेज रहे हैं और प्रोग्राम में प्रोसेस आपको यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या TI बिट सेट है या RI बिट सेट है तदनुसार आप समझ सकते हैं कि जब कुछ डेटा ट्रांसमिट किया गया है या कुछ डेटा रिसीव किया गया है तो हम यह देखेंगे तो यह SM0 SM1 0 0 है तो यह शिफ्ट रजिस्टर मोड है और फिर ट्रांसमीटर रेट तय की गई है तो यह क्रिस्टल 12 से विभाजित है जो कि 110592 मेगा हर्ट्ज है जो 12 से विभाजित होता है वह रेट है जिस पर ट्रांसमिशन होगा यदि आप मोड 01 का उपयोग कर रहे हैं तो यह एक 9 बिट UART है और फिर यह ट्रांसमिशन रेट परिवर्तनशील हो सकती है अलग अलग बॉड रेट पर जिसके बारे में आप यहां बात कर रहे हैं तो अलग अलग बॉड रेट का चयन किया जा सकता है यदि आप इस मोड 1 समय में काम कर रहे हैं इस SM0 SM1 को 1 पर सेट करके तो यदि आप काम कर रहे हैं तो आप इस मोड को टाइमर 1 पर सेट कर सकते हैं आप टाइमर 1 का उपयोग कर सकते हैं बॉड रेट निर्धारित करने के लिए अगर आप इसे 10 के रूप में सेट करते हैं तो यह मोड 2 है मोड 2 में हमारे पास 9 बिट टाइमर है तो यह 9 बिट UART तो वहाँ मेरे पास एक अतिरिक्त बिट हो सकता है कह सकते हैं तो ट्रांसमिशन बॉड रेट के बारे में तय हो गया है तो यह क्रिस्टल बटे 32 से या क्रिस्टल बटे 64 से है तो इस तरह यह ट्रांसमिशन रेट तय हो गई है और मोड 11 9 बिट UART है परिवर्तनीय बॉड रेट के साथ है तो ट्रांसमिशन रेट निर्धारित करने के लिए आपके पास यह टाइमर हो सकता है तो मोड 0 सबसे सरल है तो चले इसे समझने की कोशिश करें तो सीरियल डेटा अंदर आने और बाहर जाने के लिए रिसीव डाटा द्वारा करता है तो ट्रांसमिट डेटा शिफ्ट क्लॉक को आउटपुट करेगा और इसी तरह यह बात है तो आपको यह ट्रांसमिट डेटा और रिसीव डाटा मिला है तो यह तो यह डेटा ट्रांसमिशन और रिसीव दोनों के लिए उपयोग किया जाता है तो 8 बिट संचरित होता है इस LSB को रेसिवेद ट्रांसमिट किया जाएगा पहला बॉड रेट को ओसीलेटर फ्रीक्वेंसी के 1 बटे 12 भाग द्वारा तय किया जाता है तो यह आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला पोर्ट एक्सपेंशन है तो आपके पास इतने सारे अतिरिक्त बिट्स और कण्ट्रोल मिल गया है तो आप अलग अलग पोर्ट के लिए अलग अलग पोर्ट बिट्स के रूप में अलग अलग बिट्स का उपयोग कर सकते हैं फिर मोड 1 इसलिए यहां 10 बिट्स को TxD के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है या यह या एक RxD के माध्यम से रिसीव होता है तो इस 10 बिट्स में से एक बिट स्टॉर्ट बिट 8 बिट डेटा और 1 स्टॉप बिट है तो यह 10 बिट है जिसे ट्रांसमिट किया जाएगा और इस पर स्टॉप बिट RB8 रजिस्टर में जाता है जब बॉड रेट टाइमर 1 ओवरफ्लो रेट द्वारा निर्धारित की जाती है तो यदि टाइमर 1 मशीन साइकिल के 1 बटे 32 है तो मशीन साइकिल 1 बटे 12 के स्थिति में है तो आप यह जान सकते हैं कि क्या है जो कि मूल्य है जैसे कि मशीन साइकिल 110592 है जो 12 से विभाजित है और जिसे फिर से 32 से विभाजित किया गया है UART क्लॉक में फीड के लिए तो इस तरह से आप इस टाइमर 1 मान को सेट कर सकते हैं तो यह टाइमर 2 पर जाएगा तो इस टाइमर 2 को अब 3 की 28800 हर्ट्ज में एक क्लॉक मिल रही है तो तदनुसार आप उस डिले को प्राप्त करने के लिए टाइमर मान सेट कर सकते हैं तो टाइमर क्लॉक को मशीन साइकल्स में से एक 16th हिस्सा के रूप में क्रमादेशित किया जा सकता है तो इस तरह से पहले यह मशीन साइकिल के एक बारहवें हिस्सा था अब यह मशीन साइकिल का एक 16 वां हिस्सा बन जाता है तो यदि आप इस फॉर्मूले का पालन करते हैं तो आप डिलेस प्राप्त कर सकते हैं और जब भी कोई इंस्ट्रक्शन SBUF का उपयोग करेगा गंतव्य रजिस्टर के रूप में इसका ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा तो UART क्लॉक को इस टाइमर 1 द्वारा नियंत्रित किया जाता है और टाइमर 1 को सेट करने के लिए आप समझ सकते हैं कि यह क्रिस्टल क्लॉक मशीन साइकिल 16 से विभाजित के बराबर होता है और इसी तरह से तो मशीन साइकिल पिस्टन क्लॉक का एक बारहवां हिस्सा है और इस पिस्टन क्लॉक को 16 से विभाजित किया गया है जो आपको टाइमर के लिए डिले देगा तो मोड 0 में एक चिप ओसिलेटर 12 से विभाजित है तो यह बॉड रेट और क्लॉक है तो यह मोड 2 में है तो आपको दो SMOD 0 के बराबर SMOD 1 के बराबर है इसलिए अगर SMOD 0 के बराबर है तो इसे 64 से विभाजित किया जाता है जो की निर्धारित है अगर यह SMOD 1 के बराबर है तो यह 32 से विभाजित है तो इन बॉड रेट को MODs 13 में भी तय किया गया है तो यह तो इस ट्रांसमिशन रेट को इस टाइमर 1 ओवरफ्लो द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो यही कारण है कि यह MODs उपयोगी हैं तो यदि SMOD 0 के बराबर है तो टाइमर ओवरफ्लो 32 से विभाजित होगा यदि यह SMOD 1 के बराबर है तो टाइमर 1 16 से विभाजित किया जाएगा जो ओवरफ्लो होगा तो यह बॉड रेट में निर्धारित किया जाता है इस प्रकार हम अलग अलग बॉड रेट सेटिंग्स और 8051 के सीरियल ट्रांसमिशन के विभिन्न ट्रांसमिशन पा सकते है मोड 2 में 11 बिट्स को ट्रांसमीटर TXD के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है या R x D के माध्यम से रिसीव किया जाता है और उन 11 बिट्स में से एक बिट स्टार्ट बिट 8 बिट डेटा बिट एक प्रोग्रामेबल नौवा बिट है तो प्रोग्रामेबल नौवें डेटा बिट्स तो आप इसे पैरिटी के लिए या कुछ और जैसे और एक स्टॉप बिट का उपयोग कर सकते हैं तो एक इस 9 बिट को ट्रांसमिट कर सकता है TB8 को 0 या 1 सौंपा जा सकता है यह 9 बिट SMOD के RB 8 रजिस्टर RB8 होगा तो यह पैरिटी बिट हो सकती है तो हम गणना कर सकते हैं बाकी 8 बिट्स SBUF रजिस्टर में जाएंगे लेकिन आप इस SCON रजिस्टर के TB8 या RB8 में नौवें बिट प्राप्त कर सकते हैं तो आप पैरिटी के लिए फिर से जाँच कर सकते हैं कि बॉड रेट इस SMOD द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है और एक PCON रजिस्टर भी है जो उस पर आ जाएगा जो इस चीज़ को कण्ट्रोल करेगा मोड 3 मोड 2 के समान ही है लेकिन इसमें टाइमर 1 द्वारा उत्पन्न परिवर्तनीय बॉड रेट हो सकती है तो यह मोड 3 ऑपरेशन है तो यह SMOD PCON रजिस्टर का बिट 7 है तो PCON पावर कंट्रोल रजिस्टर है तो यह बिट 7 से बाहर है यदि SMOD 1 के बराबर है तो डबल बॉड रेट का उपयोग किया जाता है तो जो कुछ भी आप इस चित्र की तरह देख रहे हैं यहाँ तो हमने कहा कि SMOD 0 के बराबर है यह 64 और SMOD 1 के बराबर है यह 32 है उसी समान यहां SMOD 0 के बराबर 32 है और SMOD 1 के बराबर क्लॉक 16 से विभाजित है तो क्लॉक क्लॉक फ्रीक्वेंसी अधिक होगी यदि आप एक SMOD 1 के बराबर बनाते हैं तो जो PCON बिट्स नंबर 7 द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो PCON बिट ऐड्रेसेबल योग्य नहीं है लेकिन तो इसे सेट करने के लिए तो आपको यह करना होगा कि पहले हम इस PCON रजिस्टर मूल्य को एक रजिस्टर पर प्राप्त करें फिर हम इस एक्यूमिलेटर को सातवें बिट पर सेट करते हैं और फिर हम इस एक्यूमिलेटर को PCON रजिस्टर में स्थानांतरित करते हैं तो यह किया जा सकता है तो यह बिट संशोधित हो जाएगा यह बिट अब उस उद्देश्य के लिए सेट हो रहा है यह PCON रजिस्टर एक पावर कण्ट्रोल रजिस्टर है तो इसे यह SMOD बिट मिल गया है तो इसके अलावा इसे यह मिल गया है तो ये 3 बिट्स आरक्षित हैं तो फिर हमें यह GF 0 GF 1 और PD और IDL मिल गया है तो GF 1 जनरल पर्पस फ्लैग बिट है GF0 जनरल पर्पस फ्लैग बिट है तो वे प्रोग्रामर द्वारा उपयोग किया जा सकता है तो यह PD PCON1 पावर डाउन बिट है तो यदि आप इस PD को 1 पर सेट करते हैं तो यह पॉवर डाउन ऑपरेशन को सक्रिय करेगा और यदि यह 1 है यदि PCON 0 IDL बिट है तो अगर आप इस IDL बिट को 1 पर सेट करते हैं इस प्रकार यह आईडील है यह ऑपरेशन के आईडील मोड को सक्रिय कर सकता है तो आईडील मोड ऑपरेशन से तो यह होगा कि यह कुछ अन्य इंटरप्ट को ले रहा है जो प्रोसेसर तक पहुंचना चाहिए ताकि इसे दूसरे पावर डाउन मोड पर सक्रिय किया जा सके तो यदि यह पावर डाउन है तो पावर डाउन मोड में जाने के लिए कोई भी उपकरणों को सलाह दे सकता है और वह सब कण्ट्रोल सिग्नल सक्रिय होते हैं जिससे यह एक्सटर्नल वर्ल्ड को बताएगा कि वह पावर डाउन मोड में जा रहा है तो जहां पावर की खपत महत्वपूर्ण है उन अनुप्रयोगों के लिए पावर नियंत्रण मानक तो ACIP जैसे पावर नियंत्रण के लिए कई मानक हैं हमें इस पावर नियंत्रण के लिए एक नियंत्रण मानक मिला है तो इसी तरह हमें किसी भी प्रोसेसर के लिए मिला है जिसे आप जानते हैं तो यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि अब कुछ पावर कंट्रोल मैकेनिज्म प्रदान किया गया है तो इस 8051 को भी यह पावर कंट्रोल फीचर मिल गया है तो इसे एक आईडील मोड और पावर डाउन मोड है आईडील मोड में तो एक इंस्ट्रक्शन जो इस PCON0 को सेट करता है यह आईडील मोड में जाएगा और आईडील मोड में जाने से पहले अंतिम इंस्ट्रक्शन निष्पादित किया जाता है तो आंतरिक सीपीयू भी यह है तो यह अंतिम इंस्ट्रक्शन होगा तो इसके बाद कुछ भी नहीं होगा सीपीयू क्लॉक बंद हो जाएगी तो सीपीयू को क्लॉक नहीं मिलेगी नतीजतन आंतरिक ऑपरेशन टाइमर इंटरप्ट को बंद कर देगा और सीरियल पोर्ट फ़ंक्शन सामान्य रूप से हो जाएगा तो ये ऑपरेशन जारी रहेगा लेकिन केवल सीपीयू आगे कोई इंस्ट्रक्शन प्रसंस्करण नहीं करेगा तो यह आईडील होगा लेकिन इंटरप्ट टाइमर और सीरियल पोर्ट वे संचालित करेंगे रजिस्टरों के सभी पोर्ट और आंतरिक रैम इस आईडील अवधि के दौरान अपना डेटा बनाए रखते हैं तो आंतरिक मूल्यों को संग्रहीत किया जाएगा लेकिन आयोजित किया जाएगा लेकिन प्रोसेसर कोई अन्य ऑपरेशन नहीं करेगा ALE और PSEN लॉजिक हाई स्तर पर बने रहेंगे क्योंकि यह प्रोसेसर आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं फेच कर रहे है तो यह ALE भी उच्च है और PSEN बार लाइन भी उच्च है इसका मतलब यह है कि कोई गतिविधि नहीं हो रही है अब आईडील मोड से बाहर आने के लिए तो इसे कुछ इंटरप्ट का उपयोग करना होगा और इंटरप्ट के कारण यह PCON0 हार्डवेयर द्वारा साफ़ हो जाएगा तो यह आईडील मोड को समाप्त कर देगा और फिर यह इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाएगा तो यह बहुत अच्छा है जैसे कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ घटना घटित हुई हो तो यह प्रोसेसर ऑपरेशन को चालू करेगा तो यह ISR पर जाएगा और उस बिंदु से आगे जो भी प्रोसेस पहले कर रहा था इसलिए यह उसी के साथ जारी रहेगा तो आईडील इंस्ट्रक्शन के बाद ही इंस्ट्रक्शंस तो तो वे चालू है इंटरप्ट से वापस आने के बाद तो यह इस तरह से घटित होगा मान लें कि यह कोड का एक टुकड़ा है और यह इंस्ट्रक्शन इस PCON0 को सेट कर रहा है अब उसके बाद तो यह इस बिंदु पर वापस आ सकता है लेकिन इस बिंदु पर प्रोसेसर आईडील हो गया है तो अगर प्रोसेसर आईडील हो गया है कुछ समय बाद इंटरप्ट उत्पन्न हुआ है और जब इंटरप्ट हुआ है तब तो यह इंटरप्ट सर्विस रूटीन है तो प्रोसेसर इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को निष्पादित करेगा और अंत में डेटा इंस्ट्रक्शनल रिटर्न होता है और डेटा इंस्ट्रक्शनल इस PCON चीज़ को सेट करने के तुरंत बाद इंस्ट्रक्शनल पर ले जाएगा तो इस तरह से यह इस बिंदु पर वापस आ सकता है जैसे कि इंटरप्ट समाप्त होने के बाद यह इस पर आ रहा है तो यह इस बिंदु पर आ सकता है और आईडील मोड खत्म हो गया है तो इस तरह से इंटरप्ट इस आईडील मोड से प्रोसेसर को निकाल सकता है और ऑपरेशन कर सकता है दूसरी ओर यह पावर डाउन मोड तो एक इंस्ट्रक्शन जो PCON1 सेट करता है यह पावर डाउन मोड का कारण बनता है और वही चीज़ जो एक अंतिम इंस्ट्रक्शन है निष्पादित किया जाता है पावर डाउन मोड में जाने से पहले चिप ओसिलेटर बंद कर दिया जाएगा और सभी कार्यों को रोक दी जाती है और 1 GB रैम और SSRF की सामग्री बनाए रखा जाएगा तो ALE PSEN बार को लौ पर रखा जाएगा केवल रीसेट पावर डाउन मोड को समाप्त कर सकता है लेकिन इसके विपरीत आईडील मोड जहां इंटरप्ट इस पावर डाउन मोड को बंद कर सकता है पावर डाउन मोड के मामले में यह आईडील मोड केवल ऑपरेशन रीसेट कर सकता है वे इस संपूर्ण पावर डाउन मोड को रीसेट कर सकते हैं और यह प्रोसेसर को इस ऑपरेशन से इस पावर डाउन मोड से बाहर निकाल सकता है तो ये बहुत उपयोगी हैं जब आप इस पावर हैंडलिंग भाग के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सिस्टम डिजाइनिंग के लिए बहुत उपयोगी हैं जहां हम बैटरी बचाने चाहते है जैसे कि अधिकांश माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग एम्बेडेड एप्लिकेशन के लिए करते हैं जहां बैटरी जीवन महत्वपूर्ण है तो हम इस प्रोसेसर का उपयोग इस काम को करने के लिए कर सकते हैं हम यह कह सकते हैं कि हम पावर डाउन को रख सकते हैं हमें जिन ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है उन्हे हम इस पावर डाउन मोड में डाल सकते हैं और बाद में या आईडील मोड में डाल सकते हैं और जब भी सर्विस की आवश्यकता होती है हम डिवाइस को चालू कर सकते हैं या सर्विसेज को चालू कर सकते हैं तो यह एक पावर कण्ट्रोल उदाहरण है तो यह Ljmp मैन है यह मैन रूटीन है तो आप देखते हैं कि यह PCON है तो PCON रजिस्टर हम 02 के साथ समाप्त कर रहे हैं तो यह इसे पावर डाउन मोड में डाल देगा और तो यह आईडील मोड है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं यहाँ वापस आ सकता है जब इंटरप्ट आती है तो यह इस बिंदु पर वापस आ सकता है और रीसेट पर तो यह होगा कि यह पावर डाउन रद्द हो जाएगी और यह आईडील मोड है तो जब आईडील मोड में कुछ इंटरप्ट उदाहरण के लिए होगा यहाँ जब इंटरप्ट होती है तो यह वह कर रहा होगा